बायोरिएक्टर्स एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के व्याख्यान क्रमांक 11 पर स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने एक अभ्यास समस्या 31 सौंपी थी हम इसे इस विशेष व्याख्यान में हल करेंगे समस्या प्रश्न यह था कि एक बैच बायोरिएक्टर में इनॉक्यूलेशन के बाद सांद्रता 05 ग्राम प्रति लीटर थी लैग फेज आमतौर पर 20 मिनट रहता है यह मानते हुए कि लैग फेज की शुरुआत में कोशिका सांद्रता लॉग फेज के प्रारंभ में इनॉक्यूलेशन के तुरंत बाद तक सामान थी इस स्थिति में 40 ग्राम पर लीटर तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाएं भाग b के अंतर्गत इन परिस्थितियों में यदि इस जीव के लिए विशिष्ट वृद्धि दर 05 घंटे है तब लॉग फेज में कोशिका सांद्रता को दोगुना करने के लिए आवश्यक समय क्या है अब समस्याओं के समाधान की ओर देखते है यहाँ भाग a में क्लोज एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बैच वृद्धि में 4 ग्राम प्रति लीटर तक पहुंचने के लिए आवश्यक आवश्यक समय क्या है यहाँ दिया गया है कि इनॉक्यूलेशन के ठीक बाद कोशिका सांद्रता 05 ग्राम पर लीटर है जिसे x नॉट का बराबर मानते हैं क्योंकि लेग फेज के दौरान कोशिका सांद्रता में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है स्लाइड समय 0121 लॉग फेज में विशिष्ट वृद्धि दर 05 प्रति घंटे दी गई है जिसे हम स्थिरांक के रूप में लेते हैं लेग फेज 20 मिनट है जो t नॉट के बराबर है स्लाइड समय 0121 हम पहले व्याख्यान में कोशिका की सांद्रता और बैच वृद्धि में समय से संबंधित समीकरण प्राप्त कर चुके हैं समीकरण स्लाइड समय 0221 में दर्शित है 1ln xx0t0t यदि हम ज्ञात मान का प्रतिस्थापन करते है तब 105𝜇 प्राप्त करते हैं 𝜇 एक स्थिरांक है 05 प्रति घंटा है XX0 405 है और t नॉट 20 मिनट है इनमें से प्रत्येक की इकाई समान होनी चाहिए यदि हम जाँचते हैं कि हमें 20 मिनट्स को घंटे में बदलना होगा एक घंटे में 60 मिनट होते है अतः 20 मिनट 60 मिनट प्रति घंटे की दर प्राप्त होगी जिसे 13 प्रति घंटे भी लिया जा सकता है और यह आवश्यक समय के बराबर है सवाल हल करते समय इकाई सुसंगत होना आवश्यक है और इसकी जांच की जानी चाहिए यदि हम बायीं ओर की गणना करें तब t बराबर 449 घंटे या 2693 मिनट प्राप्त होगा 105ln 4052060t449 hours2693 minutes अतः 05 ग्राम पर लीटर की सांद्रता के साथ शुरू होकर 40 ग्राम पर लीटर तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय 449 घंटे है जब विशिष्ट वृद्धि दर 05 प्रति घंटा थी भाग b के लिए लॉग फेज में कोशिका की सांद्रता को दोगुना करने के समय की आवश्यकता है गणना की शब्दावली में यह x x नॉट के दोगुने के बराबर होगा विशिष्ट वृद्धि दर 05 प्रति घंटा है यदि हम केवल लॉग फेज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तब यहाँ लॉग समय अप्रासंगिक है इसलिए 1𝜇 In XX नॉट t के बराबर है जो वास्तव में बैच की शुरुआत का समय है इसलिए हम यहां केवल लॉग फेज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अगर हम ज्ञात कारक से 1𝜇 05 को प्रतिस्थापित करते हैं तब आवश्यक x 2 x नॉट x नॉट होगा x नॉट x नॉट को रद्द किया जा सकता है इसलिए ln 205 बराबर t ln 2 0693 है आगे 105 ln 2 06 प्राप्त होता है यह 0693𝜇 वह समय है जो दोगुना होने के लिए आवश्यक है इसलिए यह 139 घंटे के बराबर होगा स्लाइड समय 0440 1ln xx0t 105ln 2x0x0t 105ln 2t 105 0693t139 hours यह एक सरल समाधान था और लगातार अभ्यास से हल और भी बेहतर होगा यह व्याख्यान समस्या के समाधान पर आधारित था हम अगला व्याख्यान शुरू करते हुए मॉड्यूल 3 में बढ़ेंगे